ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड विश्लेषण और डिज़ाइन के मॉड्यूल 6 में आपका स्वागत है हमने अंतिम 5 मॉड्यूल में चर्चा की है हमने जटिल सॉफ़्टवेयर विकास द्वारा सामना की गई चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है यानी आम तौर पर यदि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विभिन्न संरचनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच क्या समानता है विशेष रूप से डोमेन में भी और इसके आधार पर हम कुछ सामान्य रणनीतियों में संक्षेप करने में सक्षम हुए हैं डीकंपोजीशन आदि और इस मॉड्यूल के बाद से हम धीरे धीरे इन तकनीकों इन रणनीतियों को अलग अलग वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों के विश्लेषण मे काम लेंगे ताकि अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित कर सके और अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन कर सके इस संबंध में इससे पहले कि हम वास्तव में विश्लेषण और डिजाइन करना शुरू करें हम लक्ष्य प्रणाली पर एक त्वरित नज़र डालेंगे जिस पर हम वास्तव में समय की अवधि में प्राप्त हुए उपलब्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित हो गए है इसलिए एक बार जब हम एक विश्लेषण करके एक डिजाइन बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक कार्य रह जाता है की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संदर्भ में उस डिज़ाइन को कैसे व्यक्त किया जाए तो एक सॉफ्टवेयर की मूल परिभाषा एक निश्चित तरीके से एक समतुल्य के बराबर है मेरे विचारों को कोड करना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना उस भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता को समझें ताकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते उस अंतर को कम कर सकें और वास्तव में उन डिजाइनों को प्रोग्रामिंग सिस्टम के संदर्भ में लागू करते हैं जो हमारे पास होंगी इसलिए वर्तमान स्थिति की अच्छी सराहना करते हुए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन समय की इस अवधि में कैसे विकसित हुए यह एक मॉड्यूल रूपरेखा है यह हमारी स्लाइड के बाईं ओर उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से पहला पहलू जिसे हम संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं वह है संगणना जो आमतौर पर प्रोग्रामिंग से संबंधित होना चाहिए एल्गोरिदम समस्या के समाधान का वर्णन करता है या डेटा जिससे समस्या का प्रतिनिधित्व करने होता है तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम गणित से संबंधित सभी कार्यों को संपन्न करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस आदि हो सकते है एक इनपुट के बारे में जानते हैं मैंने इसे फिर से यहाँ रख रहा हूं बस इस बात पर जोर देने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइमस अभी भी वही अपेक्षाकृत सरल मॉडल बना हुआ है जो अंतिम कुछ दशकों से विकसित हो रहा है अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह दिखती है हम हाई लेवल लैंग्वेज के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से घटित हुआ है तो हम पहली पीढ़ी से शुरू करते हैं जो निश्चित रूप से फोरट्रान द्वारा अग्रणी है जिसे सूत्र अनुवाद के लिए जाना जाता है इसलिए स्वाभाविक रूप से फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रमुख विशेषता अंकगणितीय समस्याओं को हल करना है वहाँ आप उन्हें गणितीय गणना कह सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण रूप से वे अंकगणितीय समस्याएं हैं तो वे निश्चित सूत्र का अनुवाद करते हैं अगर मुझे किसी वृत्त की त्रिज्या का मान पता है तब मैं उस सर्कल का क्षेत्रफल या उस सर्कल के परिधि को खोजने के लिए एक प्रोग्राम लिख सकता हूं फोरट्रान की मूल धारणाएँ जो इस समय के दौरान शुरू हुईं उनमें 5 10 23 और इसी तरह के शाब्दिक शामिल हैं वेरिएबल जैसी भाषाओं में ये नियंत्रण प्रवाह बहुत पुरातन अल्पविकसित थे और अंदर बहुत ही गूढ़ प्रकृति के थे इसलिए यदि हम टोपोलॉजी मूल रूप से इन 2 के बीच एक बातचीत है इसलिए पहली पीढ़ी में डेटा के संदर्भ में हमारे पास आमतौर पर फ्लैट फिजिकल स्ट्रक्चर में किया जाता था संभवतः एक ही डेटा वैश्विक था और फिर आपके पास कई सबप्रोग्राम के रूप में जानते हैं तो कुछ सबप्रोग्राम के एक हिस्से में कोई त्रुटि निश्चित रूप से सिस्टम के बाकी हिस्सों को प्रभावित कर सकती है इसलिए यह बहुत ही अल्पविकसित और जोखिम भरा था और यह फर्स्ट जनरेशन तक जारी था दूसरी पीढ़ी जो 1950 के दशक के अंत में शुरू हुई थी और अपेक्षाकृत कम देखी गई थी फोरट्रान का पहला संस्करण था जिसमें प्रोग्रामिंग की धारणाओं में कई जोड़ किए इसमें निश्चित रूप से अच्छे परिभाषित डेटा प्रकार थे इसमें कई अलग अलग स्टेटमेंट फ़ाइलें कुछ नहीं फोरट्रान लेकिन एल्गोल में कम से कम तरह से हेरफेर करने के लिए बनाई गई थी हालांकि ये आमतौर पर एक प्रकार का होता है प्रोग्रामिंग भाषाओं के जीवनकाल के संदर्भ में एक छोटी पीढ़ी के रूप में चिह्नित किया गया था लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण पीढ़ी थी जिसने बहुत सारी मौलिक प्रोग्रामिंग अवधारणाओं को पूरे कंप्यूटिंग मॉड्यूल मैं पेश किया फिर से टोपोलॉजी को देखते हुए हमारे पास यहां डेटा है हमारे पास यहां प्रोग्राम सिर्फ एक ही ब्लॉक में एक ही कोड हैं अब आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्ड कंस्ट्रक्ट्स जिनका परिचय अब शुरू होगा और सबप्रोग्राम लेकिन क्योंकि डेटा का पूरा संग्रह फ्लैट की तरह है दूसरी पीढ़ी की भाषाएं बड़े डेटा में प्रोग्रामिंग की समस्या का समाधान करने में विफल रहती हैं बड़े डेटा के मामले में चीजें स्वाभाविक रूप से बहुत असहनीय हो गईं साथ काम करने के लिए अनिच्छुक हो गईं तीसरी पीढ़ी पर चलते हुए लगभग 60 के दशक में अपेक्षाकृत अधिक समय तक फैली है जहाँ कई नए प्रकार की पथ तोड़ने वाली भाषाएं शुरू होने लगीं जैसे कि एल्गोल का परिचय पास्कल के लिए करते हैं और हमने pl 1 pl जिसका अर्थ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 है जैसी कई भाषाओं का उद्भव भी देखा प्रोग्रामिंग शुरू होने के बाद से अधिक से अधिक निर्माण हो रहे थे क्लास में हुआ इसलिए एक विचार जो शुरू हुआ वह यह है कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग भाषा होनी चाहिए जो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करे तो एक भाषा यह सभी तरह के विचार के लिए उपयुक्त है और पी एल 1 उस घटना का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो एक बड़ी भाषा के रूप में सामने आए और आप उस भाषा के साथ लगभग कुछ भी और सब कुछ करते हैं इसलिए उस स्थिति के साथ निश्चित रूप से टोपोलॉजी के समूह पेश किए गए थे लेकिन डेटा एब्स्ट्रेक्शन प्रोग्रामिंग भाषाओं में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं थे जब डेटा बड़ा और बड़ा होने लगा तो त्रुटियों को संभालना प्रोग्रामरों के लिए एक सपना बनकर रह गया चौथी पीढ़ी ने 70 के दशक में आमतौर पर एक सबसे लोकप्रिय आज की बात करें तो दो सबसे लोकप्रिय भाषाओं का उद्भव देखा शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा कुछ गलती से सी बनाना चाहते थे हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में करने की आवश्यकता होगी इसलिए इन विचारों के साथ सी के लिए यह आवश्यक है सी में लिखे जा सकते है इस समय के दौरान अन्य महत्वपूर्ण विकास का विकास है विशेष रूप से डेटा की बड़ी मात्रा को संभालने के लिए समर्पित सिस्टम जटिल संचालन नहीं कर सकते लेकिन कुछ निश्चित शैली के अधिकांश संचालन करने में सक्षम होंगे और ये कहे जाने लगे रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम और इसने एक लोकप्रिय भाषा को खड़ा किया जिसे स्ट्रक्चरड क्वेरी लैंग्वेज में आप डेटा के बड़े संस्करणों को प्रबंधित कर रहे हैं लेकिन जटिल तर्क कम होते हैं तो कुछ निश्चित पुल भाषाएँ भी थीं जो इस पीढ़ी में उत्पन्न हुई थीं जैसे एम्बेडेड एसक्यूएल कर सकते थे और यह एक बहुत मजबूत वृद्धि से हावी था जो एक तरफ एक छोटा सा आवेग दे रहा था ऐसी भाषाओं को डिजाइन करने के लिए जो अधिक जटिल समस्याओं को हल कर सके और दूसरा पक्ष डेटा के बड़े संस्करणों को संभाल सकता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया था कि एक भाषा सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकती है इसलिए हम विभिन्न प्रयोजनों के लिए अलग अलग भाषाओं के उद्भव को देखते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग आदि फोरट्रान 77 जिसने विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं से बहुत सी अन्य अच्छी विशेषताओं को उधार लिया अगले दशक के अगले प्रकार 80 के दशक में ऑब्जेक्ट ओरियंटेशन विचारों से दृढ़ता से समर्थित थे भाषाएं 80 के दशक में होने लगीं और एक प्रमुख भाषा के रूप में सी प्लस प्लस भी कर सकते थे तो इस दशक की प्रमुख विशेषता ऑब्जेक्ट मॉडल मजबूत तरीके से आई है और कई नई अवधारणाएं प्रोग्रामिंग विफल नहीं होगा सॉफ्टवेयर के सुरक्षित होने की गारंटी मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो गया था सॉफ्टवेयर को अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना आदि के लिए भी काम लेने लगे तो सुरक्षा सुरक्षा की अवधारणाएं अपवाद की अवधारणाएं यानी उन स्थितियों या रास्तों का ध्यान रखना या आप सॉफ्टवेयर में स्थितियों को जानते हैं जिनके बारे में अच्छी तरह से नहीं सोचा गया विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में दृढ़ता से आया कई प्रयोगात्मक भाषाएं हुईं स्मॉल टॉक के अलावा इनमें से कोई भी बड़ी मात्रा में प्रोग्रामिंग के संदर्भ में वास्तव में एक मुकाम नहीं बना पाया है अब यदि आप जल्दी से टोपोलॉजी के उद्भव को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इसलिए लेकिन अगर यह इन्हेरिटेंस कहा जाता है जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं आप अंतर को और समझेंगे अन्य भाषाओं को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है इसलिए इसमें होने वाला महत्वपूर्ण अंतर है मौलिक तर्क निर्माण ब्लॉक अब एल्गोरिदम क्या होना चाहिए ग्लोबल डेटा और मॉड्यूल एब्स्ट्रेक्शन अब बदल गया है अब आपके पास अलग से डेटा नहीं है जो अब पूरी तरह से गायब हो गया है सब कुछ ऑब्जेक्ट है और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है इसका आदान प्रदान होता है यह उन दोनों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है जो यह तय करते हैं कि किस गणना की आवश्यकता है इसलिए क्लाइंट ऑब्जेक्ट है जो भाषाओं की इस पीढ़ी के लिए निकली है 1990 के दशक के बाद धीरे धीरे स्थिति अलग होने लगी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मिलता है और आपको एक एकल निष्पादन मिलता है जो सिस्टम पर काम करेगा फ्रेमवर्क है

यह आपका प्रोग्राम अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करता है इसलिए फ्रेमवर्क बेस्ड प्रोग्रामिंग का उपयोग किया है और बड़े पैमाने पर सिस्टम के लिए डिजाइन अधिक से अधिक संभव है तो प्रोग्रामिंग रखते हैं इस पर निर्भर करता हैं यदि आप x पर 17 रखते हैं तो आप x को पूर्णांक मानेंगे आप 135 रख सकते हैं हम x को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कुछ अवधारणाएँ लोकप्रिय बन गई इंटरनेट का उद्धव हुआ इसलिए पोर्टेबिलिटी एक बड़ा सवाल बन गया पोर्टेबिलिटी के साथ काम कर सकता है जो लाखों और खरबों की गणना को प्रति सेकंड हल करता है उस पर निर्भर होने के बजाय है इसके बजाय आपके कंप्यूटएशन उन सभी छोटे उपकरणों के संदर्भ में जो हम आज उपयोग करते हैं आपके सेल फोन एक बड़ा उदाहरण है इसलिए जो विशिष्ट फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं आप जैसे j2SE j2EE j2ME का उपयोग कर सकते हैं तो ये सभी अलग अलग मानक और मानक वातावरण या उद्यम पर्यावरण या मोबाइल वातावरण हैं जिसमें आप जावा में कुछ प्रोग्रामिंग विकसित करना चाहते हैं इसलिए j2me का उपयोग करने से यह आसान हो जाएगा आपको प्राकृतिक रूप से एक उपकरण की आवश्यकता भी नहीं है j2me आपको एंड्रॉइड फोन पर उस मॉडल का उपयोग करके सभी विकास लिख सकते हैं इसलिए फ्रेमवर्क से जोड़ा गया है इसलिए जब हम विज़ुअल बेसिक है तो यह है कि ये विभिन्न प्रकार के उद्भव हैं जो हुए हैं और इसके लिए जो टोपोलॉजी है वह अधिक खंडित और वितरित होने लगी तो अब आपके पास है पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में वर्गीकृत कर दिया गया है तो एक सबसिस्टम लिख सकते हैं तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित करते हैं इसलिए इस मॉड्यूल में सारांशित करने के लिए हमने उस बेसिक कंप्यूटेशन मॉडल है और हमने प्रोग्रामिंग के विकास को समझने की कोशिश की है ताकि अब जब हम समझ सकते हैं की एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चुनें जिसमें हम आगे जा सकें और उन्हें लागू करें